आज मैं आपको थामसन विधि से विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के प्रयोग को प्रदर्शित करूँगा इसे सामान्यतः em भी कहा जाता है e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस प्रयोग की पृष्ठभूमि क्या है क्यों ये प्रयोग इतना महत्वपूर्ण है इस प्रयोग के पृष्ठभूमि में यदि आप इसका इतिहास देखें तो जब हमने जाना की पदार्थ परमाणु से बनें हैं ये एक परिकल्पना थी पदार्थ अणु या परमाणु से बने हैं ये सर्वप्रथम डाल्टन परिकल्पना और गे लुस्साक के नियम द्वारा सन 1808 में प्रतिपादित की गयी तो उस वक्त ये अभिधारणा थी की पदार्थ अविभाज्य कणों से बनें हैं हम इन्हे और विभाजित नहीं कर सकते तो अणु या परमाणु ही सबसे छोटे कण थे हम उन्हें और विभाजित नहीं कर सकते वे पदार्थ के सबसे छोटे प्राथमिक कण हैं फिर 1811 में आवोगाड्रो परिकल्पना आई कि पदार्थ के एक ग्राम मोल में सुक्छ्तम कण अणु या परमाणु होते हैं ये सब हुआ सन 1800 के शुरुआत के आस पास तो 19वीं शताब्दी कि शुरुआत में ये अभिधारणा थी कि पदार्थ परमाणु से बने हैं और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता ये ही सब से छोटे कण हैं लेकिन प्रश्न था कि फिर ये परमाणु बना किससे है उसके अंदर क्या है फिर 1833 में फराडे के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिये जो आवेश के प्राथमिक इकाई के होने की बात कहते हैं जो कहते हैं कि अणु और परमाणुओं में आवेश विद्यमान है और आवेश का जरूर कोई मौलिक इकाई है और आवेश उस मौलिक इकाई से कम नहीं हो सकताआवेश और द्र्वयमान जैसे कोई अभिधारणा होनी चाहिए और पदार्थ के द्रव्यमान और आवेश में कोई संबंध है ये सब हमें फराडे के विद्युत अपघटन के नियम से ज्ञात हुआ फिर सन 1874 में G J स्टोनेय ने आवेश की इकाई का प्रतिपादन किया यहाँ e मौलिक आवेश है विद्युत की प्राथमिक इकाई इसलिए e बराबर FNA जहाँ F फराडे का विद्युत अपघटन से आया फराडे नियतांक है और NA अवगाद्रो संख्या है इसलिए स्टोनेय ने प्रतिपादित किया की आवेश की प्राथमिक इकाई इतनी होनी चाहिए जे जे थामसन से पहली बार इस सबसे छोटे आवेश या विशिष्ट आवेश आवेश प्रति एकांक द्रव्यमान को सीधे तौर पर मापा था और वही है थामसन का प्रयोग उन्होने ये प्रयोग सन 1897 में किया था ये थामसन का प्रयोग है क्या है ये ही हम अपने लैबोरेटरी में प्रदर्शित करेंगे पहले हम इस प्रयोग के सिद्धांत को समझते हैं आइए हम उस प्रयोग के सिद्धांत को देखते हैं इसके लिए सामान्यतः हम कैथोड रे ट्यूब CRT कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग करेंगे यह कैथोड किरण ट्यूब में क्या है इसमें एक फिलामेंट या तन्तु होता है और फिर एक कैथोडतो यह कैथोड इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा अब जब इलेक्ट्रॉन होता है तो कैथोड रे ट्यूब में एक त्वरण वोल्टेज भी दिया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन x दिशा में कुछ वेग V के साथ गति करेगा वेग V x है यह x अक्ष में गतिमान है और CRT ट्यूब में एक स्क्रीन प्रतिदीप्ति स्क्रीन है जहाँ ये इलेक्ट्रॉन आकर टकराएंगे स्क्रीन के केंद्र में ये टकराएंगे हम स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन की इस स्थिति को देख सकते हैं अब यदि आप इस दो संधारित्र प्लेट का उपयोग करते हैं और यदि आप इन पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न करें यदि आप दो धातु की प्लेट लेते हैं और इन दो प्लेट के बीच वोल्टेज लागू करते हैं तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो V D के बराबर होगा यहाँ D इन दो संधारित्र प्लेट के बीच की दूरी है यहाँ दो प्लेट है इस प्लेट की लंबाई x1 है और प्लेट के बीच की दूरी D है और इस प्लेट को हम y प्लेट कह रहे हैं इसे हम y प्लेट कहेंगे इस प्लेट से स्क्रीन की दूरी x 2 है इस सिरे से यहाँ से यहाँ तक इस प्लेट से स्क्रीन की दूरी यहाँ से है इसलिए x 2 इलेक्ट्रॉन गतिमान हैं कैथोड़ किरणें इलेक्ट्रॉन पुंज Vx वेग से गतिमान हैं अब हमारे पास एक संधारित्र प्लेट है इसे हम y प्लेट कह रहे हैं CRT में संधारित्र प्लेट के एक और सेट हैं हम उन्हें X प्लेट कहते हैं यदि आप उस दिशा को x लेते हैं तो यह z दिशा होगी लेकिन उसको भूल जाओ हम इसे x दिशा ले रहे हैं यह y दिशा है और इसके लंबवत है z दिशा अब अगर हम वोल्टेज आरोपित करते हैं मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा यहाँ एक बल लगेगा लोरेंट्ज़ बल जो इस आवेशीत कण पर कार्य करेगा यदि इलेक्ट्रॉन आवेश q है लोरेंट्ज़ बल F qE v x B से परिभाषित किया जाएगा जहाँ v वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र तथा e विद्युत क्षेत्र है चूँकि यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है इस विद्युत क्षेत्र के कारण q E बल होगा और यह विद्युत क्षेत्र y दिशा के अनुदिश होगा वह बल विद्युत बल होगा विद्युत क्षेत्र के कारण है इसलिए यह q E है और यह बल होगा द्रव्यमान m गुना त्वरण f अतः त्वरण f बराबर होगा q Em के तो इलेक्ट्रॉन इस गति से प्लेट क्षेत्र में प्रवेश करेगा इसका x अक्ष के सापेक्ष वेग है Vx जबकि y अक्ष के अनुदिश Vy वेग 0 है अच्छा अब जब यह y प्लेट के दूसरे छोर पर पहुंचेगा तब इसका y अक्ष के अनुदिश वेग क्या होगा और इस आवेश पुंज का विस्थापन कितना होगा शुरूआत में Vy 0 के बराबर है जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है और अब y1 यहाँ y1 क्या होगा आप जानते हैं कि यह u t 12 f t2 है u प्रारंभिक वेग है t समय है चूंकि y दिशा के अनुदिश प्रारंभिक वेग 0 है अतः Y112 ft2 होगा यदि t समय है यदि यह किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आने में t समय ले रही है तो x अक्ष के अनुदिश Vx वेग से इसे x1 की लंबाई को पार करने में जो समय लिया जाएगा वो यहाँ t1 x1 Vx चूंकि y अक्ष के सापेक्ष प्रारंभिक वेग 0 है Vy 0 है अब समय t1 के बाद जब यह स्क्रीन पर पाहुचेगा तो इसका वेग क्या होगा और विस्थापन कितना होगा तो विस्थापन होगा 12 f t2 और वेग होगा Vy यहाँ इस बिंदु पर वेग V u t f t माफ कीजिये u ft u y दिशा में प्रारंभिक वेग है जो 0 है और यह f t है f q E m है t समय t1 है जहाँ t1x1 Vx है जो कि वेग होगा कैपेसिटर प्लेट के दूसरे छोर पर वेग Vy और विस्थापन y1 होगा अब यहाँ दूसरा छोर है दूसरी तरफ विद्युत क्षेत्र है ये क्या करेगा जब यह संधारित्र क्षेत्र से बाहर आएगा तो इस आवेश पर कोई बल आरोपित नहीं होगा कोई बल नहीं कोई त्वरण नहीं इसलिए यह इस वेग के साथ गतिमान रहेगा ठीक है उसी दिशा में यह चलेगा यहां यह परवलयाकार है और फिर इस छोर पर कुछ झुकाव के साथ यह विस्थापित हो जाएगा और यह इस जगह पर स्क्रीन को हिट करेगा ये विस्थापन यदि यह इस स्थिति से Y2 है तो Y2 केंद्र से कुल विस्थापन के बराबर है y1 प्लस इसलिए यह वेग Vy से आगे की ओर बढ़ेगा और कब तक गतिमान रहेगा जितने समय में यह Vx वेग से इस x2 दूरी x अक्ष के अनुदिश जाएगा ये समय t2 x2Vx है इस समय के दौरान वेग Vy से ये y दिशा में भी आगे बढ़ेगा तब यह होगा आपका वेग Vy गुणा समय t2 अगर हम वेग Vy की जगह ये जो मुझे प्राप्त हुआ था उसका उपयोग करते हैं तो t 2 x2Vx है इसलिए यहाँ x1 x2 Vx2 होगा y1 प्लस यह है इसलिए यहाँ q E m को बाहर ले लें और Vx2 को भी q E m x1 Vx2 को कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ 12 x1 x2 यहाँ से आप लिख सकते हैं qm Y2 D Vx2x1 12x1x2V यहाँ E के बराबर और कुछ नहीं बल्कि V D अगर लिखा जाये यह qm या em का सूत्र है इस सूत्र में ये सब क्या हैं Y2 अर्थात एक विशेष वोल्टेज V के कारण उत्पन्न विधयुत क्षेत्र में विस्थापन तो ये विस्थापन कितना है यही हमें जानना है हमें मापना है दूसरे किस वोल्टेज पर हमें ये विस्थापन मिल रहा है और आप देखिए ये X1 X2 और D ये पैरामीटर दिये गए सेटअप के लिए नियतांक है किसी CRT के लिए कैथोड रे ट्यूब ये सभी मान सप्लाइर द्वारा दी जाएगी x1 का मतलब है संधारित्र प्लेट की लंबाई संधारित्र प्लेट से स्क्रीन की दूरी क्या है क्योंकि हमारे पास संधारित्र प्लेट की दूरी कितनी है ये CRT के निर्माता द्वारा सप्लाई की जाएगी अब CRT से भी मैं Y2 प्राप्त कर सकता हूं और V भी मैं कितना आरोपित कर रहा हूं तो अब केवल यह Vx अज्ञात है उस Vx को कैसे मापा जाए हमें इस V x को मापना है तब हम qm ज्ञात कर सकते हैं अब Vx को मापने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में भी यह इलेक्ट्रॉन पुंज लोरेंत्ज़ फोर्स का अनुभव करेगा और उसके कारण विस्थापन होगा उस Vx को हमें ज्ञात करना है Vx ज्ञात करने के लिए हम Z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे चूंकि x दिशा के साथ यह इलेक्ट्रॉन पुंज Vx वेग से गतिमान है अब Z दिशा के अनुदिश यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता हूं तो V x B बल q पर कार्य करेगा वह बल y अक्ष की दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र भी Y अक्ष की दिशा में है और ये बल भी Y अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है इलेक्ट्रॉन किरण का विस्थापन हमें Y अक्ष के अनुदिश होगा अब अगर मैं Z अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता हूं तो चूंकि V क्रॉस B Vx X अक्ष की दिशा में है वहाँ y अक्ष की दिशा में कैथोड किरण पर बल लगेगा हम क्या करेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र को लगाएंगे और हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलेंगे और चुंबकीय क्षेत्र के मान को इस तरह से चुनेंगे कि y जो भी विस्थापन करता है विद्युत क्षेत्र के कारण बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम इस तरह से चुनेंगे ताकि बल विपरीत दिशा में काम करे और यह हम चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह सेट करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इस तरह से हो कि विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल विद्युत क्षेत्र के कारण बल के बराबर होगा जब हम जानेंगे कि ये दोनों बल समान हैं विद्युत क्षेत्र ने जो विक्षेपण Y2 किया है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसे नीचे की ओर समान मात्रा में विस्थापित करना चाहिए इसे केंद्र में आना चाहिए वह स्पॉट फिर से सेंटर में आ जाना चाहिए उस स्थिति में ये दोनों बल बराबर होंगे और इनसे आप Vx ज्ञात कर सकते हैं Vx बराबर E Bz है और E बराबरVx V D Bz है qm बराबर Y2 D अब यहाँ हमने V वर्ग लिखा है यह वेग नहीं है यह वोल्टेज का वर्ग है B z वर्ग D वर्ग है क्योंकि वहाँ Vx वर्ग था इसलिए हम इसका मान यह रखते हैं और यह टर्म मिलता है आखिरकार हमें Y2 V x ये टर्म गुणा D मिल रहा है जो किसी दिये गए CRT और B Z वर्ग के लिए नियतांक है यदि यह एक विशेष CRT के लिए स्थिरांक है तो हम KY लिख सकते हैं इसलिए सामान्य तौर पर हम स्क्रीन पर विक्षेपण Y वोल्टेज V बटे वर्ग द्वारा दिया जाता है हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते है इसका मतलब है कि हम वोल्टेज लगा रहे हैं हम जो भी वोल्टेज लगा रहे हैं उसके लिए विस्थापन क्या है यह हमें नोट कर लेना है और इस विस्थापन को कैन्सल करने के लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाना होगा हमें ये भी नोट करना होगा और K हम निर्मांता से प्राप्त डेटा से गणना कर सकते हैं फिर हम qm की गणना कर सकते हैं इस प्रयोग के लिए कार्य सूत्र qm Y V K B2 है अब हम स्थायी चुंबक का उपयोग 2 दंड चुम्बक का हम उपयोग करेंगे और हम इस कम्पास का उपयोग करेंगे आप जानते हैं कि यह कम्पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर और दक्षिण की ओर निर्देशित एक सुई है और उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम जानते हैं कि अगर यह कहे तो यह B H पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है के कारण यह सुई उत्तर और दक्षिण के अनुदिश है अब अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन दो दंड चुम्बकों को रखता हूं और इसके संगत चुम्बकीय क्षेत्र B है इस B और इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह सुई विचलित होगी हम कुछ कोण थीटा के साथ आगे बढ़ेंगे अगर हम कोण थीटा को माप सकते हैं तो B बराबर BH tan थीटा होगा क्योंकि B BH tan थीटा के बराबर है BH पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है हम जानते हैं कि कम्पास से अब हम कोण थीटा को देखेंगे नोट करेंगे और मापेंगे हम अपने प्रयोग में प्रयुक्त चुम्बकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं हमें B एसे मिलेगा मैं सोचता हूँ हाँ यदि अब हम प्रयोगात्मक डेटा लेते हैं कैथोड रे ट्यूब K के भिन्न नियतांक बराबर हमें ये सब नोट करना होगा क्योंकि मैं अभी आपको मैनुअल दिखाता हूं कि यह निर्माता के द्वारा दिया गया है यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन से Y प्लेट की दूरी अर्थात इस संधारित्र प्लेट की दूरी ठीक है L का अर्थ यहाँ मैंने जो x लिया है वह है x2 है तो x2 है 140 मिलीमीटर ये प्लेट की लंबाई है इसलिए यह छोटा l है मैंने लिखा है x1 तो x1 25 मिलीमीटर है और प्लेटों के बीच की दूरी है जो कि मैंने कैपिटल D लिखी है वह 4 मिलीमीटर है यह सभी डेटा कंपनी द्वारा ट्यूब CRT ट्यूब के लिए दिया जाता है इस डेटा से हम K की गणना कर सकते हैं क्योंकि K के लिए ये फॉर्मूला है हमें इस तरह इस स्थिरांक को यहां लिखना चाहिए और अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र इसका वास्तविक घटक BH बराबर 038X10 4 टेस्ला ठीक तो अब हमें क्या करना है हमें प्रेक्षण लेना है अब बस CRT ट्यूब में आप वोल्टेज V को आरोपित करेंगे और उसके लिए स्पॉट का विक्षेपण कितना है ये हम नोट कर लेंगें और फिर आप मैग्नेट रखते हैं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं की स्पॉट वापस केंद्र में नीचे आ जाए मतलब है कि विक्षेपण 0 हो जाए इस स्थिति में कम्पास में उत्पन्न विक्षेपण कितना है इसे नोट कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कुल विक्षेपण 0 होगा हम इस स्थिति में थीटा के लिए पाठ नोट करेंगे और इसके संगत चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त हो जाएगा अब आप qm की गणना YV KB 2 से कर सकते हैं इस प्रकार से 3 4 प्रेक्षण आपको करना होगा V के विभिन्न मानों के लिए माप को दोहराएं और इसका माध्य निकाल लेंगे that is the experiment and of course one can calculate the error calculation one can do So this specific q by m this is the specific charge if it is S so Y V by K B square take log and then del S by S equal to del Y by Y plus del V by V plus del K by K plus 2 del B by B तो यह था प्रयोग और निश्चित रूप से अब आप त्रुटि की गणना कर सकते है तो यह विशिष्ट आवेश qm को यदि हम S कहें तो YV KB2 का log लीजिए तो फिर ΔSS ΔYY ΔVV ΔKK 2ΔBB इसलिए स्पष्ट रूप से यह Kएक दी गयी राशि से गणना की गयी है इसलिए त्रुटि नहीं होगी वोल्टेज यह पावर सप्लाई जिसे हम उपयोग कर रहे हैं इसलिए यह वोल्टमीटर यहाँ है तो इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट क्या है या कहें इस स्क्रीन स्केल की अलपतमांक क्या है जहां से हम पाठ्यांक ले रहे हैं ये हमें नोट कर लेना है और फिर B BH tan𝛉 है तो ΔBB होगा Δ𝛉sin𝛉 cos𝛉 ठीक है हम कम्पास से माप रहे हैं हम 𝛉 को कम्पास से माप रहे हैं उस कम्पास स्केल का अलपतमांक क्या है ये आपको नोट करना पड़े और 𝛉 आपको ज्ञात हैं इसतरह हम ΔBB की गणना कर सकते हैं फिर अंततः आपको प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम संभावित त्रुटि मिल जाएगी अब मैं आपको दिखाऊंगा यह प्रयोग कैसे करना है यह यहाँ आप देख सकते है लिखा है em के लिए प्रायोगिक सेटअप है थॉम्सन विधि द्वारा ठीक है यह कैथोड किरण ट्यूब CRT ट्यूब है CRT ट्यूब में यह स्क्रीन है यह स्क्रीन और वह ट्यूब है यह ट्यूब मैं आपको सिद्धांत रूप में दिखा सकता हूं प्रयोगात्मक भौतिकी I में मैंने वहां ट्यूब दिखाया है और विस्तार से चर्चा की है यहाँ अंदर में एक कैथोड फिलामेंट है और फिर कैथोड रे के लिए पूर्व त्वरण की व्यवस्था है और फिर बीच में कैपेसिटर प्लेट है सारी पावर सप्लाइ यहाँ से दी जाती है इस पावर स्रोत से दी जाती है यहाँ आप देखिए ये लिखा है विक्षेपण वोल्टेज विक्षेपण वोल्टेज इस कैथोड रे ट्यूब में प्लेट के दो सेट हैं एक Y प्लेट के लिए है और दूसरा X प्लेट के लिए है तो ये यहां प्लेटें हैं एक ऊपर और दूसरा नीचे है यह y के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न करेगाऔर ये दूसरा यहाँ z है तो वे इसे Z दिशा मान रहे हैं लेकिन मेरे सिद्धांत में मैंने माना है कि यह X दिशा है वैसे भी नहीं मैंने उसे Z दिशा माना क्योंकि X दिशा मैंने इस दिशा को लिया है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां प्लेट के एक और सेट हैं यह अगर मैंने इसे 0 पर रखा तो यह X शिफ्ट Y शिफ्ट है आप बस इसके मदद से इसे सेंटर में रख सकते हैं यहां एक स्केल है यह मिलीमीटर स्केल है जिसे आप जानते हैं यह सबसे छोटा विभाजन है 1 मिलीमीटर का इतना बड़ा मुझे लगता है कि मुझे एक बीच रखना होगा तो इसे बीचोंबीच रखना होगा अब हमें क्या करना है वास्तव में प्रयोग शुरू करने से पहले मुझे इस कम्पास से मुझे उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाना होगा मैं इसे यहां रखूंगा और सेटअप मुझे हां उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रखना होगा ताकि सुई 0 की स्थिति में हो मैं इसे 0 स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं करने की कोशिश कर रहा हूं यह वह स्थिति है आप देख सकते हैं सुई 0 स्थिति पर हैठीक इसलिए अब यह हमारी दिशा हैतो मेरा सेटअप X अक्ष के अनुदिश या उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है मैं इस संरेखण को डिस्टर्ब नहीं करूंगा तो अब मैं क्या करूँगा मैं इसे बिना हिलाए इसको कम्पास को निकाल दूंगा और मैं इसे यहां रखूंगा अब मैं इसे सीआरटी को यहां रखूंगा क्योकि जब मैं चुंबकीय क्षेत्र लगाऊँगा तो दंड चुंबक रखने के लिए मैं इन दो प्लेटफार्मों का उपयोग करूंगा फिर मुझे कम्पास का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है इसलिए मुझे शुरू में सेटअप करना पड़ता है अब यहां मुझे क्या करना है देखिए अभी कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है इलेक्ट्रॉन पुंज केंद्र में आ रही है तो अब मैं जैसा कि मैंने बताया कि इस दिशा के अनुदिश और दूसरी दिशा में समानांतर प्लेट के दो सेट हैं मैं इस दिशा को चुन रहा हूं यह Y दिशा है Y प्लेट मैं यहाँ चुन रहा हूँ ठीक है इसका मतलब है मैं Y प्लेट में वोल्टेज लगाऊंगा यहाँ अभी वोल्टेज 0 है अब मैं Y प्लेट को वोल्टेज दे रहा हूं और आप देख सकते हैं कि यह विक्षेपित हो रहा है तो मैं इसे इस स्थिति में रखता हूँ यह विक्षेपण 20 मिलीमीटर है यह शिफ्टिंग यहां से हैं आप देख सकते हैं कि शिफ्टिंग 20 मिलीमीटर है और संबंधित वोल्टेज कितना है आपको यहां से रीडिंग लेनी होगी यह यहाँ है मैं देख सकता हूँ यह 10 20 के बीच 15 है हाँ यह 15 वोल्ट है मुझे इस विद्युत विभव का मान नोट करना होगा 15 वोल्ट तो मैंने वोल्टेज 15 वोल्ट लगाया है आपको ये सही और सावधानी से लेना चाहिए मैं मोटे तौर पर आपको कर के दिखा रहा हूँ तो पहला अवलोकन 15 वोल्ट ले लिया V वोल्ट में है आपको लिखना चाहिए ठीक है 15 वोल्ट और Y विक्षेपण यह एक मिलीमीटर है इसलिए 20 तो 20 अब इसे 0 करने के लिए मुझे चुंबकीय क्षेत्र लगाना होगा मेरे पास दो दंड चुंबक हैं आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ठीक तो मुझे इस तरफ उत्तरी ध्रुव लगाना होगा अगर यह उत्तरी ध्रुव है दक्षिण ध्रुव मुझे दूसरी तरफ रखना होगा बीच में चुंबकीय क्षेत्र होगा यहां मैं यह यहां रख रहा हूं यहाँ एक स्केल है मुझे बराबर दूरी में रखना है यहाँ 43 यहाँ से मुझे लगता है कि यह 1 2 3 4 5 6 7 यह 7 है यहाँ भी मुझे लगता है कि 7 डिवीजन जाना है इसलिए 1 2 3 4 5 7 तो यहां मैंने उत्तरी ध्रुव रखा है और यहां मैंने दक्षिण ध्रुव रखा है अब मुझे इन दोनों को बदलना होगा यदि मैं इनके बीच दूरी कम करता हूँ तो क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी मैं दूरी समान रूप से बदलूंगा मैं एक को सरकाता हूँ अब दूसरे को इस तरह समान रूप से मैं इनको हटाता हूँ आप देखिए अब ये स्पॉट को नीचे जाना चाहिए हाँ हाँ अब यह केंद्र में है यह केंद्र में है यह नीचे आ रहा है अब यह केंद्र में है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र है और अब चुंबकीय क्षेत्र भी मैंने लगा दिया है इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस दिशा में कौन सा बल होगा इस पर लगने वाला बल आप ज्ञात कर सकते हैं आप देखिए इस दिशा में इलेक्ट्रॉन वेग हैं यदि यह X अक्ष है और अब मेरा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है ठीक तो बल की दिशा V क्रॉस B क्या होगा यह इस दिशा में या नीचे की ओर होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत है अब इन चुंबको को वहीं रखते हुए मैं इसे हटा दूंगा लेकिन मुझे लगता है मैं मुश्किल में हूँ यहाँ यह विस्थापन मैंने 20 लिया था इसके लिए मैंने इस 15 वोल्ट का उपयोग किया है यह काफी उच्च विद्युत क्षेत्र है और इसके लिए मुझे उच्च चुंबकीय क्षेत्र लेना पड़ा और यह चुंबक वास्तव में इस बिंदु के काफी करीब है मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता अच्छा वैसे भी तो मुझे बस इस क्षेत्र को मापना है तो मैं इसे यहाँ से जरा हिलाता हूँ क्योकि CRT को बाहर निकालना होगा या मुझे लगता है कि मुझे कम वोल्टेज पर रीडिंग को दोहराना चाहिए इस पर रखने के बजाय चलिए इसे मुझे 10 वोल्ट पर रखने दें और इसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाएं क्योंकि अन्यथा मैं बाहर नहीं निकाल सकता हाँ यह बहुत करीब था हाँ अब यह केंद्र में है अच्छा ये जो 15 वोल्ट मैंने लिखा है उसका क्या करें इसके लिए मैं प्रेक्षण पूरा नहीं कर सका क्योंकि चुंबक बहुत करीब था तो अब ये 10 वोल्ट और इसके लिए चुंबक को हटा दें तो विस्थापन क्या है यह आपको ज्ञात करना है मैंने ये इसे हटा दिया है यह 10 पर विस्थापित हो गया है विस्थापन 10 है 10 मिलीमीटर लगभग मैं 10 ले रहा हूं अब मुझे इस विस्थापन को शून्य करने के लिए आवश्यक चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करना है मैंने उत्तरी ध्रुव को इस तरफ रखा और दक्षिण ध्रुव को दूसरी तरफ से मैं इसे सरकाता हूँ की विस्थापन 0 हो जाए हाँ यह 0 है तो यह 0 है अब मुझे इस चुंबकीय क्षेत्र की रीडिंग लेनी है मुझे लगता है कि है मैं इसे बाहर निकालूं और यहां मैं कम्पास रखता हूँ अब मैं देख सकता हूं कि यह कोण 70 है चुंबक के बिना यह 0 पर था अब हम इसे 70 पर देख सकते हैं तो कोण थीटा 70 है इस तरह कोण थीटा के लिए हम इस कम्पास का विक्षेपण जो कि 70 डिग्री है नोट कर लेते हैं तो हम पता लगा सकते हैं tan70 डिग्री अब आप गणना कर सकते हैं इसके बाद आप 10 वोल्ट के लिए प्रयोग करते हैं 8 वोल्ट के लिए प्रयोग करते हैं फिर 6 वोल्ट फिर 4 वोल्ट प्रयोग के चार सेट आप कर सकते हैं और qm ज्ञात कर सकते हैं और फिर qm का औसत मान ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा प्रयोग है और कोई भी परिणाम प्राप्त कर सकता है और em के मानक परिणाम से तुलना कर सकता है यह डेटा में उपलब्ध है या गूगल सर्च से आप खोज सकते हैं और इस मानक परिणाम के साथ अपने परिणाम की तुलना कर सकते है मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है ध्यान देने के लिए धन्यवाद